इंसुलेशन का kWm2 मैं अनुमान लगाने के लिए और H का kWhm2day मैं अनुमान लगाने के लिए पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर हम सोलर ज्योमेट्री की मदद लेंगे सोलर ज्योमेट्री एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है परंतु इसमें सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संबंध में ली जाती है जिसको हम ज्यादातर सोलर ज्योमेट्री कहते हैं जाहिर तौर पर यह चित्र आपको कठिन दिख रहा है परंतु इतना कठिन है नहीं जितना दिख रहा है हम इस कॉर्डिनेट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से संगठित करेंगे और विभिन्न मापदंडों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जिसका उपयोग हमने सूर्य की स्थिति के संबंध में किया है और बाद में इन मापदंडों का प्रयोग करके पृथ्वी की सतह पर इंसुलेशन और H kWhm2day को पता करने की कोशिश करेंगे यह 3D सिस्टम के कोऑर्डिनेट X Y Z है और हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर SCAD का प्रयोग कर रहे हैं 3D मॉडल बनाने के लिए आइए हम अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं और देखें कि कैसे हम सोलर ज्योमैट्रिक पैरामीटर्स यहां प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले यहां एक नीले कलर का ग्लोब रखिए जो कि एक 3D स्फीयर का काम करेगी अब हम इसके एक चौथाई हिस्से को काटेंगे और अपना 3D कोऑर्डिनेट स्पेस बनाएंगे इस स्थान पर आप केवल X को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहां X Y Z को अब हम सोलर ज्योमेट्री के सभी मापदंडों को परिभाषित करते हैं और अपने इंसुलेशन मॉडल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं अब हमें सूर्य के केंद्र को और पृथ्वी के केंद्र को एक रेखा की सहायता से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए अब मैंने इसे एक मनमाने कोण पर रखा है जिसको आप देख सकते हैं अब उस रेखा के संदर्भ में देखिए जो रेखा पृथ्वी और सूर्य के केंद्र को जोड़ती है और देखिए कि डिक्लिनेशन एंगल कैसा दिखता है आप देख सकते हैं कि अब मैंने इक्वेटोरियल प्लेन को शामिल कर लिया है जोकि ग्लोब के इक्वेटर से गुजरेगा अब यह इक्वेटोरियल प्लेन हमारे लिए रेफरेंस प्लेन बन जाएगा और हम डिक्लिनेशन एंगल को को मापेंगे रेफरेंस प्लेन के संदर्भ में मैंने एक और प्लेन को शामिल किया है मेरीडोनल प्लेन जो इस तरह से जाता है कि सिर्फ उस रेखा से होकर जाता है जो सूर्य से जुड़ रही है इस रेखा को इंसुलेशन रेखा कहा जाता है तो यह मेरीडोनल प्लेन इंसुलेशन लाइन से होकर गुजर रही है अब मैं उन कोणों को दिखाऊंगा जोकि डिक्लिनेशन एंगल और आवर एंगल दिखा रहे हैं इस चित्र पर विचार करें और इस एंगल पर विचार करें जो मैंने चिन्हित किया है इक्वेटोरियल प्लेन और उस रेखा के बीच जो पृथ्वी और सूर्य के केंद्र को जोड़ती है इसे δ से दर्शाया गया है और हम इसेंट्रिक व्यू प्वाइंट से यह जानते हैं कि यह डिक्लिनेशन एंगल है यहां मैं एक और एंगल आपके सामने रख रहा हूं यह एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस और उस रेखा के बीच का है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ती है यह इंसुलेशन रेखा है और इस एंगल को आवर एंगल ω कहा जाता है इसे आवर एंगल ω इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सीधे सीधे दिन के समय से जुड़ा हुआ है यह इंसुलेशन रेखा पूरब से पश्चिम की ओर घूमेगा क्योंकि पृथ्वी अपने पोलर एक्सिस पर घूम रही है और ऐसा प्रतीत होगा की इंसुलेशन रेखा पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है हर 4 मिनट में एक मेरी मेरीडोनल प्लेन ट्रांसवर्सहोगा अथवा 1º लोंगिट्यूड ट्रांसवर्स होगा और ω ट्रांसवर्सल का संकेत है इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में से इंसुलेशन लाइन और मेरीडोनल प्लेन को हटाए और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस को परिभाषित करिए अब मैंने ऐसा कर दिया है और अब हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्लेन है इस एक्सिस को हम मेरीडोनल एक्सिस कहेंगे इसका कारण यह है कि मैं इस लोंगिट्यूड और इस मेरिडियन को रूचि के बिंदु से चुनना चाहूँगा ऐसा करने के लिए मैं यहां मेरीडोनल प्लेन रख रहा हूं अब मैंने यह मेरिडियन मेरीडोनल प्लेन को शामिल कर लिया है और इस को मेरीडोनल एक्सिस "m" कहा जाता है यह कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्थोंगोनल होगा मेरीडोनल एक्सिस पर इसको ईस्ट ऑफ मेरिडियन "e" कहते हैं और एक जो वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है उसको पोलर एक्सिस P कहते हैं इसलिए यह "e" ईस्ट ऑफ मेरिडियन होगा और यह मेरीडोनल एक्सिस यह अब हम सोलर ज्योमेट्री को 2D ग्राफिक सिस्टम से देखते हैं मैं यहां इंकस्केप का उपयोग कर रहा हूं 2D ग्राफिक के लिए जो विजुलाइजेशन हमने 3D ग्राफिक सिस्टम में देखे हैं उसी का प्रयोग करके हम 2D ग्राफ़िक सिस्टम में सोलर ज्योमेट्री को समझेंगे इसलिए हमारे पास 3 axis है जैसा दिखाया गया है वर्टिकल एक्सिस को पोलर एक्सिस P कहा जाता है और पृथ्वी पोलर एक्सिस P के बारे में घूम रही है अब इस पृथ्वी को काट दिया गया है नार्दन हेमिस्फीयर के एक चौथाई इससे को काटा गया है जैसा देखा जा सकता है यहां एक कोऑर्डिनेटर एक्सिस दिख रहा है और एक एक्सिस है जो पेज से बाहर की ओर आ रहा है और वह एक्सिस बाकी 2 एक्सिस से ऑर्थोंगोनल है पर वह मेरीडोनल प्लेन से पास कर रहा है इसलिए जब भी आप पृथ्वी पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहे जो लाटीट्यूड और लोंगिट्यूड से जुड़ी हो तब लोंगिट्यूड ही मेरिडियन होगा इसलिए आप उस विशेष मेरिडियन को ले जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से संबंध रखता हो जैसा कि यह आपका मेरिडियन ऑफ इंटरेस्ट है और मान लीजिए की यह एक्सिस इस मेरिडियन को काट रही है तब हम उस एक्सिस को मेरीडोनल एक्सिस "m" कहते हैं इसलिए यह मेरीडोनल एक्सिस "m" मेरिडियन ऑफ इंटरेस्ट की होगी जो भी मेरिडियन ऑफ इंटरेस्ट हो एक रेखा खींचिए पृथ्वी के केंद्र से जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जा रही हो और मेरिडियन ऑफ इंटरेस्ट को काट रही हो और पेज से कुछ ऐसे बाहर आ रही हो उसको मेरीडोनल एक्सिस "m" कहा जाता है यह तीसरा एक्सिस ऑर्थोंगोनल होगा बाकी दोनों एक्सिस से मेरीडोनल एक्सिस और पोलर एक्सिस से और वह ईस्ट में होगा मेरिडियन के इसलिए इसे ईस्ट ऑफ मेरिडियन "e" कहते हैं एक रेखा खींचिए जो पृथ्वी और सूर्य के केंद्र को जोड़ती हो इसको इंसुलेशन रेखा कहते हैं जोकि पृथ्वी पर सूर्य से पढ़ने वाली किरण को दर्शाता है कोई रेखा या वेक्टर जो इस प्लेन के संदर्भ में लिया गया हो उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन और तीनों एक्सिस पोलर एक्सिस मेरीडोनल एक्सिस और ईस्टर्न मेरिडियन एक्सिस को मिलाकर संयुक्त रूप से अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता हैं जिसका केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर होता है अब इंसुलेशन लाइन से मुझे एक आर्क खींचने दीजिए इस तरह से और यह एक तरह से इक्वेटोरियल प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन होगा और तब आपके पास दो महत्वपूर्ण एंगल होंगे एक एंगल जिसको डिक्लिनेशन एंगल δ कहते हैं वह इंसुलेशन लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में बनता है और दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन पर बनता है जोकि मेरीडोनल एक्सिस से इंसुलेशन लाइन के इक्वेटोरियल प्लेन पर प्रोजेक्शन के बीच होता है जिसको आवर एंगल ω कहते हैं वापस से 3D विजुलाइजेशन की तरफ आते हैं अब इस मेरीडोनल प्लेन को श्रिंक करते हैं जिससे कि यह पृथ्वी के रेडियस पर आ जाए अब यह हमारा मेरिडियन ऑफ इंटरेस्ट है और हम बाकी चीजों को रिस्टोर करते हैं हमें पता है कि यह कैसे काम करेगा अब यहां एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लीजिए मेरीडोनल प्लेन पर जैसा कि करसर के द्वारा दिखाया जा रहा है अब मुझे पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा बनाने दीजिए जोकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गुजरती हो इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं किया रेखा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से होकर पृथ्वी के केंद्र तक जाती है इस बिंदु का कोऑर्डिनेट 000 होगा जिसको ओरिजिन कहते हैं यही अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पोल एक्सिस ईस्ट ऑफ मेरिडियन और मेरिडियन एक्सिस होते हैं अब यह एक लोकल पॉइंट है जिसमें हमें रूचि है यहां मान लीजिए कोई खड़ा है अब जो रेखा लोकल पॉइंट से होकर पृथ्वी के केंद्र को जाएगी वह एक निश्चित लाटीट्यूड और लोंगिट्यूड पर कटेगी जहां का कॉर्डिनेट 00 होगा लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अब मान लीजिए कि हम एक यहां टांगेंशियल प्लेन रखते हैं जिससे की हम कोऑर्डिनेट सिस्टम उस लोकल पॉइंट पर दिखा सकें और आप देख रहे हैं कि हमने यहां लोकेलिटी पर एक प्लेन रखा है अब यह लोकल पॉइंट ओरिजिन 00 होगा और प्लेन टांगेंशियल होगा मेरीडोनल प्लेन के एक बेहतर विजुलाइजेशन पाने के लिए अगर मैं इसे इस तरह से घुमाओ तो आप देख पा रहे हैं कि यह प्लेन यहां टांगेंशियल है मेरीडोनल प्लेन पर और यह टांगेंशियल है उस रेखा पर जो लोकेलिटी से गुजर रही है इसलिए यह एंगल आपको एक बेहतर विजुलाइजेशन देगा अगर मैं इसे ऐसे घुमाओ तो यह एक अच्छा दृश्य देगा प्लेन का जिसको होराइजन प्लेन कहते हैं जरूरी पॉइंट आप देख रहे हैं कि यह एक इक्वेटोरियल प्लेन है और यह एक होराइजन प्लेन है यह प्लेन होराइजन प्लेन प्लेन है इस लाटीट्यूड पर और यह ऑर्थोंगोनल है उस रेखा के जो लाटीट्यूड पॉइंट को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ रही है और उस लाटीट्यूड का कोऑर्डिनेट सिस्टम दीया जाता है रेफरेंस प्लेन के संबंध में जोकि होराइजन प्लेन है आइए अब इस लाटीट्यूड का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखें और हम इसे लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं याद रखिए की यह जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ हैं वह अर्थ सेंटर कोऑर्डिनेट सिस्टम है अब हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो होराइजन प्लेन पर केंद्रित है और उसी के संदर्भ में लिखा गया है जिसको लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है आइए अब हम इस लोकेलिटी के कोऑर्डिनेट एक्सिस को होराइजन प्लेन के रेफरेंस में परिभाषित करते हैं पहले यह एक्सिस लीजिए जो नॉर्मल है होराइजन प्लेन पर और वह सीधे पृथ्वी के केंद्र से होते हुए लोकेलिटी से गुजर रही है जिसको हम "Z" से दर्शाते हैं इसको जेनिथ कहा जाता है इसलिए यह जेनिथ एक्सिस है जो ऊपर जाते हुए होराइजन प्लेन से नॉर्मल गुजर रही है इसलिए यह एक एक्सिस है और दूसरी दक्षिण की तरफ मेरीडोनल प्लेन पर टैन्जेन्शल है इसलिए यह लाइन जो टैन्जेन्शल है मेरीडोनल प्लेन के और दक्षिण की ओर जा रही है होराइजन प्लेन के साथ उसको "S" से दर्शाते हैं "S" कोऑर्डिनेट सिस्टम दक्षिण को दिखाता है तीसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस "E" से दिखाया गया है जिसको पूरब कहते हैं और इसे कैपिटल E से दिखाया है जिससे कि हम इसको "e" से अलग दिखा सकें जोकि अर्थ कॉर्डिनेट सिस्टम को दिखाने मैं प्रयोग करते हैं ध्यान रहे की E लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है और "e" अर्थ कॉर्डिनेट सिस्टम में और यह दोनों आपस में एक ही दिशा में पैरलल होते हैं इस तरह हमारा लोकेलिटी का कॉर्डिनेट सिस्टम बनता है मैं आपको एक 3D विजुलाइजेशन देता हूं मैं सीधे पोलर एक्सिस के नॉर्थ पोल से नीचे देख रहा हूं आप यहां देख रहे हैं की होराइजन प्लेन लोकल पॉइंट लाटीट्यूड पर टैन्जेन्शल रूप से स्थित है यह जेनिथ एक्सिस है जिसको इस तीर से दिखा रहे हैं यह एक्सिस होराइजन प्लेन के दक्षिण की ओर दिखा रहा है और यह एक्सिस होराइजन प्लेन के पूर्व की ओर दिखा रहा है अब हम एक दूसरा दृश्य देखते हैं जिससे हम परिचित हैं हमने इस तरह का दृष्टिकोण लिखा है यह जेनिथ एक्सिस है यह एक्सिस होराइजन प्लेन के दक्षिण की ओर इशारा करती है और यह होराइजन प्लेन के पूर्व की ओर इशारा करती है इसको इंसुलेशन रेखा कहते हैं जो लोकल पॉइंट को सूर्य के केंद्र से जोड़ती है अब 3 जरूरी कारकों पर ध्यान दीजिए पहला यह एंगल लाटीट्यूड एंगल है जो की वह रेखा बना रही है जो सूर्य के केंद्र को लोकल पॉइंट से जोड़ती है और एक एंगल बनाती है जिसको लाटीट्यूड एंगल कहते हैं दूसरा यह इंसुलेशन रेखा है और यह रेखा जेनिथ एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है जिसको जेनिथ एंगल कहते हैं तीसरा अगर आप इंसुलेशन लाइन का प्रोजेक्शन ले तो वह एक एंगल बनाती है दक्षिणी एक्सिस के साथ नार्दन प्लेन पर जिसको एजीमूथ एंगल कहते हैं यह कुछ जरूरी एंगल्स हैं जिनको आपको हमेशा दिमाग में रखना है जब भी आप लोकल ज्योमेट्री के संदर्भ में सोचें जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं यहां दो जरूरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है पहला अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए यह दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी है किसी भी लोकल पॉइंट का इंसुलेशन निकालने और समझने के लिए आइए देखें कि यह कैसे होता है लेकिन पहले हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2D ग्राफिक सिस्टम में अच्छे से समझ लेना चाहिए आइए फिर से हम पीछे चलें 2D ग्राफिक सिस्टम में और एक रेखा खींचे पृथ्वी के केंद्र से लोकैलिटी ऑफ इंटरेस्ट तक यह रेखा एक एंगल Ф बनाती है इक्वेटोरियल प्लेन पर और इसे लाटीट्यूड एंगल कहते हैं अब लोकेलिटी के इस पॉइंट से इस रेखा को ऊपर खींचिए और पृथ्वी की सतह पर एक प्लेन दिखाए जो टैन्जेन्शल हो मेरिडियन के जैसा दिखाया जा रहा है और यह प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा लोकेलिटी पर और इसे होराइजन प्लेन कहते हैं अब इस होराइजन प्लेन पर एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसको लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के संदर्भ में होता है जहां पास P पोलर एक्सिस पूर्व एक्सिस और मेरीडोनल एक्सिस होते हैं होराइजन प्लेन के संदर्भ में लोकेलिटी के पास यह एक्सिस को जेनिथ एक्सिस Z से दिखाते हैं और होराइजन प्लेन पर दक्षिण को जाने वाली एक्सिस को S कहते हैं और पूरब को जाने वाली एक्सिस को पूरब "E" कहते हैं इसको अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अलग दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब हम इंसुलेशन लाइन को बनाते हैं जो लोकेलिटी पॉइंट से सूर्य के केंद्र तक जाएगी इसलिए यह इंसुलेशन लाइन एक एंगल बनाएगी जेनिथ एक्सिस के साथ जिसको जेनिथ एंगल θz कहते हैं वह एंगल जो इंसुलेशन लाइन और जेनिथ एक्सिस के बीच बनता है उसे जनित एंगल कहते हैं यहां एक और जरूरी एंगल है इंसुलेशन लाइन पर एक बिंदु लीजिए और होराइजन प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन बनाइए और यह लाइन जो प्रोजेक्टेड पॉइंट को लोकल सेंटर से जोड़ रही है और दक्षिणी एक्सप्रेस के बीच जो एंगल बन रहा है जिसको एजीमूथ एंगल γS कहते हैं तो यह हैं वह सभी वेरिएबल जो आप उपयोग करेंगे इंसुलेशन लोकेलिटी पॉइंट पर निकालने के लिए याद रखिए यहां दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है पहला अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो वेरिएबल जरूरी हैं पहला डिक्लिनेशन δ और दूसरा आवर एंगल ω और लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो जरूरी वेरिएबल हैं जेनिथ एंगल θz और एजीमूथ एंगल γS